ठीक है इसलिए हम अब डाउनसम्पलिंग भाग में चलेंगे इसलिए हमने पहले से ही विस्तार या उस मामले को देखा है जहां हमने अपसैंपल् किया है दूसरा मामला जहां हमने कल उल्लेख किया है कि जब मैं सैंपलिंग दर में कमी करता हूं तो जानकारी के नुकसान की संभावना है कि वह एक है जिसे हम ध्यान में रखना चाहते हैं और यही हम आज के लेक्चर में ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं तो डाउनसेंपलर अप्पसैंपलरके विपरीत डाउन सैंपलर हैइंटरपोलेशन के विपरीत डेसिमेशन है इसलिए हम इसे या तो एक डाउन सैंपलर के रूप में या एक डेसीमेंटर के रूप में कहेंगे यह नोटेशन जो हम अनुसरण करते हैं वह एक बॉक्स है जिसमें वैल्यू M है यदि यह x n है तो हम इसे XDnx Mnके रूप में कहते हैं ठीक है और यह हम पहले ही टाइम स्केलिंग पार्ट में देख चुके हैं तो इस एक में कुछ भी नया या मुश्किल नहीं है महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की कक्षा में हम जो विकसित करना चाहते हैं वह XD का रिप्रेजेंटेशन है Z ट्रांस्फ़ॉर्म प्राप्त करें या डाउन सैंपल सिग्नल या डेसीमेटेड सिग्नल की फ्रिकवेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन तो यह है आज के लेक्चर के लिए लक्ष्य ठीक है तो इससे पहले कि मैं जो करना चाहूंगा वह एक धारणा है जिसे फ्रीक्वेंसी में खिंचाव कहा जाता है स्ट्रेचिंग शब्द एक आम आदमी का शब्द है लेकिन यह विजुलाइजेशन की दृष्टि से उपयोगी है फ़्रीक्वेंसी की स्ट्रेचिंग ठीक है फिर से मैं समझाता हूं कि यह क्या है और फिर आपको एसोसिएट करने का एक तरीका खोजने की अनुमति देता हूं जब आप स्पेक्ट्रम के स्ट्रेचिंग कहते हैं और इसका वास्तव में क्या करते हैं ठीक अब मान लें कि मेरे पास एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है एक बैंड लिमिटेड सिग्नल जिसमें उच्चतम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट् 5000 हर्ट्ज है ठीक है इसलिए यदि मुझे स्पेक्ट्रम के संदर्भ में दिखाना है तो यह 5000 का 2 गुनाहै यह कंटीन्यूअस टाइम फ्रीक्वेंसी है और यह 50000 का −2π गुना होगा ठीक है अब मैं इसे 40000 हर्ट्ज की दर से सैंपलिंग लेता हूं सैंपलिंग फ्रिकवेंसी 40 किलोहर्ट्ज़ 40000 हर्ट्ज़ है सेंपलिंग पीरियड 1 40000 है इसलिए अगर मुझे अब डिस्क्रीट टाइम डोमेन में परिवर्तन करना था तो मूल रूप से 2π 40000 से मेल खाती है इसलिए 5000 उस का 18 है तो यह π 4 के अनुरूप होगा तो इस सिग्नल के लिए डिस्क्रीट टाइम स्पेक्ट्रम -π 4 से π 4 है और फिर यह स्पेक्ट्रम 2π पर रिपीट होगा सब सही है यह एक सीधा सेंपलिंग रिप्रेजेंटेशन है अब निम्नलिखित करें यदि आप अब सेंपलिंग फ्रिकवेंसी को बदलकर fs fs 20 किलोहर्ट्ज़ कर रहे हैं ठीक है इससे क्या होता है ड्राइंग अब मूल रूप से दो बार चौड़ा हो जाता है यह -π 2 से π 2 तक जाता है और यहां स्पेक्ट्रम भी 2 है यह 3 π 2 और π ठीक है अब सिग्नल नहीं बदला उसी इनपुट सिग्नल के लिए मैंने सैंपलिंग फ़्रीक्वेंसी को बदल दिया मैंने सैंपलिंग फ़्रीक्वेंसी को 12 के फैक्टर से कम कर दिया डिस्क्रीट टाइम रिप्रेजेंटेशन ऐसा लगता है कि स्पेक्ट्रम खिंच गया है जो कुछ भी इनपुट स्पेक्ट्रम था जब मैंने सेंपलिंग 40 किलोहर्ट्ज़ पर किया था जब मैं इसे 20 किलोहर्ट्ज़ पर करता हूँ तो स्पेक्ट्रम चौड़ा होता है अब यह क्यों है यह चौड़ा क्यों दिखता है क्योंकि सेंपलिंग फ्रिकवेंसी अब सेंपलिंग फ्रिकवेंसी के संबंध में छोटी है मेरे उच्चतम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से अब एक बड़ा अंश दिखता है और इसलिए अगर मैं हमेशा 0 से 2 ड्रा करता हूं जब आप 0 से 2 ड्रा करते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरा स्पेक्ट्रम खिंच गया है तो यह स्पेक्ट्रम के विस्तार से हमारा मतलब है सिग्नल नहीं बदला वास्तविक सिग्नल या सिग्नल सामग्री के बारे में कुछ भी नहीं बदला है लेकिन रिप्रेजेंटेशन अलग अलग दिखता है एक ऐसा लगता है कि एक स्ट्रेचिंग है और जब भी हम सेंपलिंग रेट को बदलते हैं तो यह खेल में आ जाएगा जहाँ हमारे लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इसलिए स्पेक्ट्रम की स्ट्रेचिंग मुझे आशा है कि अगर आपको संदेह होगा तो आप बस वापस आकर इस उदाहरण पर एक नज़र डाल पाएंगे और फिर ठीक है अब कहो कि वास्तव में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और इसे उसी तरीके से समझा सकते हैं अब हम XD की वास्तविक व्युत्पत्ति में जाते हैं फिर से अंतर्निहित तथ्य यह है कि मैं अपनी सेंपलिंग रेट को कम कर रहा हूं अपनी सेंपलिंग रेट को कम कर रहा हूं मुझे पहले से ही कुछ चीजें पता हैं मेरा स्पेक्ट्रम खिंचाव होगा जो फ्रीक्वेंसी में एक खिंचाव है दूसरा तत्व है कि यहां संभावना है मैं खो रहा हूं इस प्रक्रिया में मैं जानकारी खो सकता हूं और इसलिए कुछ अस्पष्टता का परिचय दे सकता हूं इसलिए एक उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहूंगा और यह एक मानक उदाहरण है जब हम कहते हैं कि जब एलीयाजिंग उपस्थित होते हैं तो क्या होता है तो अगर यह कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है और मैं इसे निम्नलिखित बिंदुओं पर सैंपल देता हूं और मुझे निम्नलिखित एक्सप्रेशन मिलता है ठीक है ये वे सैंपल हैं जो प्राप्त किए जाते हैं फिर यह सैंपल लेने की प्रक्रिया है और यह कुछ ऐसा है जिसे हमने अच्छी तरह से समझा है यह किसी दिए गए सेंपलिंग रेट पर यूनिफोर्म सेंपलिंग है अब अगर मैंने 3 के एक फैक्टर द्वारा इस सिग्नल को सैंपल डाउन किया है तो इसका मतलब है कि यह सैंपल बना हुआ है यह बना हुआ है यह बना हुआ है यह बना हुआ है और यह ठीक रहता है वे सैंपल्स अन्य मेरे में नहीं हैं इसलिए दूसरे शब्दों में मेरे सैंपल अब यह हैं यह यह यह और यह ठीक है अब यहाँ उदाहरण और इसका चित्रण है अब अगर मेरे पास एक केस स्टडी के रूप में था तो अब अगर मुझे एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल मिलता है जो इस ब्लू ग्राफ द्वारा दिया गया था और इसका सैंपल लिया गया था तो मुझे वही सैंपल मिलेंगे मानो मेरे पास ग्रीन लाइन थी और इस दर पर सैंपल लिया अब जब मुझे केवल सैंपल दिए गए हैं और पुनर्निर्माण करने के लिए कहा गया है तो मुझे पुनर्निर्माण करने की सबसे अधिक संभावना है कुछ ऐसा है जो ग्रीन लाइन की तरह दिखता है क्योंकि मेरे पास एक ब्लू लाइन रिकंस्ट्रक्शन के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है इसलिए दूसरे शब्दों में जिस मिनट मैंने सैंपल फेंके हैं एक जोखिम है कि मैं मूल सिग्नल को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता और यहां एक क्लासिक मामला है जहां अगर मेरे पास सभी सैंपल होते तो मैं नीली रेखा को भी समेट लेता मेरा मतलब है कि सैंपल्स मौजूद थे लेकिन जिस मिनट में मैं सेंपलिंग लेने की दर से नीचे जाऊंगा उस जानकारी को मैंने खो दिया होगा तो यह वह जगह है जहां अलियासिंग की अंतर्निहित धारणाएं आती हैं एलियासिंग मूल रूप से इसका मतलब है कि मैं मूल संकेत फिर से संगठित करने में सक्षम नहीं हूँ उसके पुनर्निर्माण के लिए मेरे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है नो अलियासिंग का अर्थ यह है कि मैंने न्यूक्विस्ट को संतुष्ट किया है जिसका अर्थ है कि मेरे पास मूल सिग्नल को फिर से संगठित करने के लिए पर्याप्त जानकारी है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मूल रूप से मैं नीचे लिखना चाहूंगा XDn −∞n∞XDZ nn −∞n∞xZ n मैंने अभी डिस्क्रीट टाइम में स्केलिंग के लिए अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया है अब हमारे लिए इस बिंदु से आगे बढ़ना वास्तव में मुश्किल है अगर हम कुछ अन्य सीक्वेंस को परिभाषित नहीं करते हैं जो हमारी मदद करेंगे इसलिए हम एक इंटरमीडिएट सीक्वेंस को परिभाषित करने जा रहे हैं और आप पाएंगे कि यह आज पूरी चर्चा में सबसे दिलचस्प और उपयोगी अंतर्दृष्टि में से एक है तो एक इंटरमीडिएट सीक्वेंस जो बहुत उपयोगी नहीं लग सकता है लेकिन यह वास्तव में बहुत बहुत मूल्यवान है इंटरमीडिएट सीक्वेंस हम इसे X1 n x n के रूप में लेबल करेंगे यदि n कई M 0 के बराबर है या M 2m और इसी तरह 0 के बराबर है अन्यथा ठीक है इसमें वास्तव में x n की तुलना में कम जानकारी होती है भले ही x Mn के साथ काम क्यों न किया हो क्योंकि इसमें एक ही जानकारी है लेकिन वास्तव में इस सीक्वेंस का बहुत अधिक मूल्य और लाभ है अब मैं वापस जाना चाहूंगा और XD को देखूंगा इसलिए XDn −∞n∞X1Z nn −∞n∞x kM अब आप देख सकते हैं कि यह अच्छी तरह से कम है कि हम यह नहीं देख सकते हैं कि यह कम उपयोगी है निम्न को छोड़कर X1 n परिभाषित होने पर सभी को कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है अब मैं परिवर्तनशील Mn k का परिवर्तन करना चाहूंगा कृपया ध्यान दें कि मैं वेरिएबल को बदलने जा रहा हूं और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होने जा रहा है मैंने कोई भी जानकारी नहीं खोई क्योंकि नोटिस कीजिये कि x1 n को अन्य बिंदुओं पर शून्य मिला है मैं सूचकांकों के पूरे सेट पर सभी सूचकांकों पर अपना समेशन चला सकता हूं तो यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है यह कदम महत्वपूर्ण है इसलिए यदि मैं इस वेरिएबल k Mn पर अपना समेशन चला रहा हूं जो फिर Z nZ kM यह उस का एक संशोधन है और यह है X1k −∞k∞X1Z k XDX1Z1M क्योंकि यह शून्य सम्मिलन के समकक्ष की तरह है क्योंकि शून्य सम्मिलन में क्या हुआ था अपसैंपल्ड सिग्नल में इनपुट के स्पेक्ट्रम का एक स्केल्ड वर्शन था अब एक कहता है कि यह केवल इनपुट नहीं है बल्कि यह कुछ इंटरमीडिएट सीक्वेंस है जिसे 1 M का फैक्टर मिला है आइए हम जल्दी से इस पर ध्यान दें कि यह स्केलिंग 1 M के फैक्टर से क्या करता है पहले हमने देखा कि स्केलिंग का क्या होता है जब आपके पास L का स्केलिंग होता है तो अगर XD X1 ejM अब यह वह जगह है जहां आप फ्रिकवेंसी को खींचते हुए देखेंगे क्योंकि अगर मैं XD के लिए 6 लेता हूं तो यह π 6 के अनुरूप होगा क्योंकि जो भी मूल फ्रिकवेंसी थी मुझे 1 से विभाजित करना होगा और अगर मैं उस मामले को लेता हूं जहां M 3 है यदि मैं M 3 लेता हूं तो XD की आवृत्तियों और इस के बीच संबंध हैं इसलिए अगर मुझे इसे एक स्पेक्ट्रम के संदर्भ में दिखाना था तो मैं केवल 0 से पाई तक दिखाने जा रहा हूं इसलिए हम जो भी ड्राइंग कर रहे हैं उसे फिर से भ्रमित न हो तो अगर मैं एक सिग्नल ड्रा करने जा रहा हूं जो 6 से 6 ठीक है यह X1 के लिए है यह विशुद्ध रूप से उदाहरण के लिए है यदि मेरे पास एक स्पेक्ट्रम है जो इस तरह दिखता है तो XD एक ही चीज है जो 2 के फैक्टर द्वारा स्ट्रेच जा रहा है यह 2 से π 2 तक जाएगा यह X D होगा इसलिए मूल रूप फ्रिकवेंसी में खिंचाव की यह धारणा है जब मैं सैंपलिंग रेट को कम करता हूं तो फ्रीक्वेंसी में खिंचाव होता है जो कि आएगा जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह उस फ्रीक्वेंसी में खिंचाव से जुड़ा हुआ है जिसे मैंने लेक्चर की शुरुआत में वर्णित किया था फिर यह एक मध्यवर्ती कदम है मेरा मतलब है कि एक नए सीक्वेंस को परिभाषित करने के लिए इस सीक्वेंस में बहुत सारे 0 मूल्यवान सैंपल मिले हैं और यह एक ही संबंध का उपयोग करते हुए डाउन सैंपल सिग्नल xD n से संबंधित है और यह हमें X D के z ट्रांसफॉर्म के लिए एक बंद रूप अभिव्यक्ति देता है यह अभी भी अंतिम जवाब नहीं है प्रोफेसर छात्र की बातचीत शुरू होती है हाँ बिल्कुल इतना बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जब आपके पास XD ejM ठीक है तो उस की पीरिओडीसिटी क्या है यह M 2 है तो अब आपके पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो सकता है जो 2 के साथ पीरियोडिक नहीं है नहीं यही कारण है कि मैंने कहा कि आपको इस एक्सप्रेशन की व्याख्या करना बहुत बहुत सावधान रहना होगा प्रोफेसर छात्र वार्तालाप समाप्त होता है तो यह केवल आपको यह बताने के लिए दिखाया गया था कि 0 से 6 तक की सीमा में आपको वास्तव में फ्रीक्वेंसी का खिंचाव होगा इसलिए अगर मुझे वास्तव में एक X1 ejM या XD ड्रा करना है तो मुझे वास्तव में −M2 π ¿M 2π से ड्रा करना होगा लेकिन XD की पीरियोडीसिटी अभी भी 2 है इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम स्केलिंग से भ्रमित हो लेकिन हाँ जब भी आप इस तरह से स्केलिंग करते हैं तो मूल फ़ंक्शन की फ्रीक्वेंसी पीरियड 2 ले अब डिजाइन से इसकी अवधि M 2π ठीक है लेकिन हम किसी भी मूल सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करेंगे और बाकी का लेक्चर के अगले भाग में आएगा यह ठीक होगा मुझे खुशी है कि आपने वह प्रश्न पूछा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह ऐसी चीज है जो वास्तव में महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है जिसे हमें इस चर्चा में भूलना नहीं चाहिए अब मैं X1 n और x n से कैसे संबंधित करें इन दोनों के बीच क्या संबंध है मूल रूप से मैंने कुछ वैल्यूज को 0 पर सेट किया है और हम निम्नलिखित के बारे में सोच सकते हैं हम एक कोंब सीक्वेंस को परिभाषित कर सकते हैं C कोंब को बताता है n एक समय सूचकांक हैM जहां कोंब होती है उसको बताता है तो क्वाअंब फ्रीक्वेंसी कोंब सीक्वेंस 0 है तो इसमें बहुत सारे 0 मूल्यवान सैंपल हैं फिर सूचकांक M पर 1 और फिर कुछ 0 मूल्यवान सैंपल 2M में हैं तो मूल रूप से यह सबस्क्रिप्ट इंडेक्स 1 के साथ एक कोंब सीक्वेंस है इसलिए ये सैंपल की ऊंचाई 1 हैं इसलिए यदि मैं इस कोंब सीक्वेंस के साथ x n गुणा करता हूं तो मुझे X1 n मिलेगा ठीक है तो यह एक दिलचस्प अवलोकन है तो दूसरे शब्दों में जिस तरह से मैंने x n के सैंपलो के योग को 0 पर सेट किया है ल सीक्वेंस को एक कोंब सीक्वेंसम से गुणा करके है जो इसकी देखभाल करेगा इसलिए कोंब सीक्वेंस की परिभाषा यह है 1 यदि n M का एक गुणक है अन्यथा 0 तो यह मूल रूप से अन्य सभी सैंपल को 0 पर सेट करता है अब मैं कोंब सीक्वेंस का निर्माण कैसे करूँ बहुत आसान कंपलेक्स वेरिएबल सिद्धांत हमें एक बहुत बहुत उपयोगी परिणाम देता है मुझे यकीन है कि आपने इसका इस्तेमाल किया होगा M कांपलेक्स रूट है यूनिटी का वे क्या हैं kej2kM सही है और इसलिए मूल रूप से मैं यूनिटी की किसी भी रूट को ले सकता हूं मुझे 1ej2M लेने दें और फिर मैं निम्नलिखित समीकरण लिख सकता हूं 11212n1n10 मूल रूप से आप एक ज्यामितीय श्रृंखला करेंगे और यह दर्शाएंगे कि अंश 0 पर जाता है इसलिए आपको यह एक्सप्रेशन ठीक लगता है 11212n1n10 यह अभी भी 0 के बराबर है यदि n M का गुणक नहीं है हालाँकि यदि n M का गुणक है तो यह सभी यूनिटी के रूट है 1 होंगी और इसलिए यह तब बन जाती है M यदि n M का गुणांक हो ठीक है तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे कोंब सीक्वेंस कम या ज्यादा इसी चर्चा से उभरता है और इसलिए हम कहते हैं कि सीक्वेंस CMn1Mk0M 1ej2Mkn WMe j2M CMn1Mk0M 1WMkn तो यह क्वाअंब सीक्वेंस या बहुत कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन है x1nxnCMn अब X1n−∞X1nZ nn−∞X0nZ n यह है CMnठीक है अब बस आखिरी स्टेप और मैं इसे कल के लेक्चर में यहाँ से उठाऊंगा लेकिन अंतिम बिंदु के रूप में इसे छोड़ना चाहता था इसलिए X1z1Mk0M 1X1 यह एक स्केलिंग एंप्लीट्यूड स्केलिंग ठीक है एकएंप्लीट्यूड स्केलिंग है दूसरा एक सिग्नल की प्रतियां हैं कई प्रतियां हैं कितनी प्रतियां हैं M 1 अतिरिक्त प्रतियां और तीसरा यह मूल रूप से इसका मतलब है कि वे फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड हैं प्रतियों को फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड किया जाता है और फ्रीक्वेंसी को किसके द्वारा शिफ्ट किया जाता है उन्हें 2k M ठीक करके शिफ्ट किया जाता है तो एक स्केलिंग फैक्टर है और फिर उस के शिफ्टेड वर्शन हैं तो कृपया इस समीकरण की व्याख्या करें और हम XD के लिए एक्सप्रेशन लिखने से एक कदम दूर हैं जिसे हम कल के लेक्चर में पूरा करेंगे धन्यवाद